नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर से हूंI हम आज की दुनिया में सेवाओं के प्रबंधन और समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं पिछले सत्र में आपको याद होगा कि हम प्रसिद्ध विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय सेवा संगठन अरविंद आई हॉस्पिटल और उनसे जुड़े संगठनों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने जांच की कि कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रियाएँ बनाकर एक तरह से वर्कफ़्लो डिज़ाइन बनाकर काम किया जाए एक अनुकरणीय मॉड्यूल में विभाजित किया जाता है मानक निर्धारित किए जाते हैं इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को इष्टतम प्रदर्शन के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है हमने यह भी जांचा कि कैसे उचित समय और गति अध्ययन के माध्यम से पंक्ति संतुलन जैसी तकनीकों के माध्यम से कतार प्रबंधन जैसी तकनीकों के माध्यम से एक बहुत ही मानवीय लेकिन बहुत ही कुशल प्रणाली बनाई जा सकती है जिसके आधार पर आज अरविंद आई केयर फाउंडेशन और उनकी विभिन्न इकाइयाँ विश्व में पहुँचती हैं एक ऐसी लागत पर वर्ग सेवा जो आर्थिक पिरामिड के तल पर लोगों द्वारा अवशोषित की जा सकती है हमने संक्षेप में उनकी राजस्व प्रबंधन रणनीति को भी देखा कैसे भुगतान करने वाले ग्राहकों को यह जानने के बावजूद कि जो अरविंद आते हैं यह वास्तव में मुख्य रूप से गरीब लोगों के लिए एक अस्पताल है भुगतान करने वाले ग्राहक वहां आते हैं क्योंकि उनकी सेवा की उच्च गुणवत्ता और ऐसे ग्राहकों से प्राप्त होने वाले भुगतान इस सेवा को आर्थिक रूप से वंचित लोगों एक महान सेवा मॉडल के लिए सब्सिडी देते हैं मुझे यकीन है कि आप पहले से ही Google के माध्यम से YouTube के माध्यम से कई प्रस्तुतियों और कई केस अध्ययनों को देख चुके हैं जो इस महान सेवा संगठन की बारीकियों की सराहना करते हुए आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं और मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा अगर आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया जाएं पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी उससे आगे जाएं और बहुत उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन केस स्टडी ऑडियो वीडियो प्रस्तुतियां पढ़ें जो आपके लिए अरविंद पर उपलब्ध हैं अब उन मामलों में से कई उन रिपोर्टों में से कई मैकडॉनल्ड्स से मैक सर्जरी के बारे में बात करते हैं उच्च गुणवत्ता डॉ मैकडॉनल्ड्स के कम मूल्य वितरण और कैसे अरविंद आई केयर इकाइयों ने अपनी सेवा वितरण में कुछ सिद्धांतों की प्रतिकृति के बारे में डॉ वी से मिली प्रेरणा के बारे में बात की आज के सत्र में मैं सेवा उत्कृष्टता के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा जो केस स्टडी और रिपोर्ट के रिपॉजिटरी में बहुत अच्छी तरह से शामिल नहीं है उनमें से कुछ इस विशेष पहलू को संदर्भित करते हैं और वह पहलू मानव संसाधन प्रबंधन और अरविंद आई केयर में नेतृत्व के बारे में है इसलिए मैं इस उदाहरण का उपयोग एक अन्य मामले में लाइव केस स्टडी के रूप में करने के लिए जारी रख रहा हूं जो कि सेवा की उत्कृष्टता बनाने में अक्सर कठिन होता है जो कि लोगों का पक्ष है इसलिए बस इस रणनीति को रखें कि अरविंद अपने मानव संसाधनों के लिए पालन करते हैं उन्हें सशक्तिकरण की संस्कृति कहा जा सकता है सीधे शब्दों में कहें तो वे अपने लोगों में निवेश करते हैं वे सही तरह के लोगों की भर्ती करते हैं और उनके सीखने में लगातार निवेश करते हैं हम इस बारे में थोड़ा विस्तार से जाएंगे कि सही तरह के लोगों की भर्ती का क्या मतलब है लेकिन इससे पहले मैं कुछ मूलभूत अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा आपके सामने आरेख यह सेवा संगठन उत्कृष्टता सेवा के त्रिकोण का एक विकसित संस्करण है जिसकी मैंने आपसे पहले चर्चा की थी जैसा कि आप इस त्रिकोण के तीनों कोनों में याद करते हैं हमारे पास सेवा संगठन सेवा ग्राहक और सेवा कर्मी हैं आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस त्रिभुज के प्रत्येक खंड पर हमारे पास किसी प्रकार का विरोधाभास है इसलिए सेवा संगठन को अपने कर्मचारियों से उम्मीद है कि जैसे अरविंद में हम चर्चा कर रहे थे बार बार मानक सेवा दक्षता लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की प्रेरित दक्षता केवल तभी हो सकती है जब लोगों को स्वायत्तता हो किसी को असेंबली लाइन अवधारणा से लगता है कि लोग एक परिभाषित सीमा के साथ काम करेंगे वे स्वचालन की तरह कार्य करेंगे और वे बिलकुल उसी बोल्ट को कसने का काम करेंगे बार बार या एक ही बिंदु को बार बार हथौड़े से मारना और फिर से असेंबली लाइन पर नौकरियों का चलना इसलिए भले ही अरविंद या ऐसे उत्कृष्ट सेवा संगठन बार बार दोहराए जाने वाले मॉड्यूल बनाकर प्रक्रिया की उत्कृष्टता को अपनाते हैं वे दक्षता श्रृंखला बनाते हैं लेकिन साथ ही साथ वे स्वायत्तता प्रदान करते हैं जो फ्रंट लाइन पर लोगों को अक्षांश बनाते हैं तो यह एक प्रकार की दुविधा विरोधाभास या द्वंद्वात्मकता है जिसे हम देखते हैं इसी तरह सेवा संगठन और ग्राहक के बीच हमारे पास दक्षता बनाम संतुष्टि की यह द्वंद्वात्मकता है बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो हम बाद के सत्र में थोड़ा और चर्चा करेंगे जब हम भावनात्मक श्रम के बारे में चर्चा करते हैं हम सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों पर चर्चा करते हैं इस विरोधाभास इस दुविधा नियंत्रण बनाम सह निर्माण का गहराई से इलाज किया जाएगा वहाँ लेकिन इस समय हम यह पहचानते हैं कि इस दक्षता बनाम स्वायत्तता या संतुष्टि बनाम उत्पादकता ग्राहक संतुष्टि बनाम सेवा उत्पादकता और नियंत्रण बनाम सह निर्माण में कुछ तनाव हैं अब जिन चीजों को आप यहाँ देखेंगे उनमें से एक यह संपर्क कर्मी वे सामान्य रूप से एक साथ दो तरह के दबाव में हैं दबाव का एक सेट सेवा संगठन से आता है सेवा संगठन उन्हें एक विशेष तरीके से व्यवहार करना चाहता है हर समय मुस्कुराते हुए विनम्र मिलनसार और इतने पर जो कुछ भी उनकी आंतरिक मानसिक स्थिति हो सकती है सेवा संगठन उन्हें मानक तरीके से व्यवहार करना चाहता है शोधकर्ताओं ने इसे हृदय का प्रबंधन कहा संगठन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के दिल का प्रबंधन करना चाहता है उसी तरह ग्राहक भी अच्छी प्रतिक्रिया विनम्र प्रतिक्रिया सहानुभूति विश्वसनीयता चाहता है इसलिए किसी तरह से संपर्क कर्मी एक दोहरे दबाव के तहत दिखाई देते हैं तो हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे लेकिन अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यह बात कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे सशक्तिकरण की संस्कृति सशक्तिकरण की इस संस्कृति को इस तरह के नियंत्रण दर्शन में देखा जा सकता है या संगठन किस तरह से स्वयं प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधन करता है इसलिए आप यहां देख सकते हैं कि मैंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि क्या यह विश्वास प्रणाली में है चाहे यह नैदानिक नियंत्रण प्रणाली में है उनका जोर योगदान करने सही करने हासिल करने बनाने के लिए है इसलिए हम ऐसे संगठनों में सेवा कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं जो इस तरह की वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जैसे लगभग मिशनरी उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे न केवल नौकरी के रूप में कुछ कर रहे हैं बल्कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सामान्य कर्तव्य मिशनरी उत्साह से परे है जो कि उनकी नौकरियों के साथ देखभाल सीखने भागीदारी में शामिल है अब हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे मैं सिर्फ यह याद रखूंगा कि यह ठीक नहीं है हमारे पास गहराई में जाने का समय नहीं है लेकिन मैं याद करूंगा और यदि आप चाहें तो यदि आप इस अवधारणाओं से परिचित नहीं हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आसानी से नेट पर जा सकते हैं और विकिपीडिया और अन्य खुले संसाधनों के माध्यम से अध्ययन इन अवधारणाओं में से कुछ भले ही हमने पिछले सत्र में मैकडॉनल्ड्स के बारे में समनुक्रम जैसे अरविंद आई केयर में प्रक्रिया प्रणाली लोगों के प्रबंधन में बात की थी हालाँकि लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण में वे सिद्धांत X पर विश्वास नहीं करते हैं जो कि आधुनिक जन निर्माण अवधारणाओं के जनक टेलर के साथ जाता है इसलिए ऐसे संगठन सिद्धांत एक्स की तरह विश्वास नहीं करते हैं कि लोग हैं कि वे वास्तव में काम करना पसंद नहीं करते हैं और इसलिए सामान्य तौर पर लोगों में रचनात्मकता और पहल की कमी होती है इसलिए आपको उन्हें बहुत परिभाषित नौकरी विवरण प्रदान करना चाहिए और पैंतरेबाज़ी करने के लिए ज्यादा जगह नहीं ये संगठन ज्यादातर और यदि आप इन सेवा संगठनों में से कई का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि वे तथाकथित अमेरिकी प्रणाली का सबसे अच्छा संयोजन करते हैं तथाकथित बहुत ही नियंत्रित प्रणाली है लेकिन साथ ही वे सिद्धांत वाई का भी अभ्यास करते हैं जो प्रेरणा आधारित रचनात्मकता और पहल आधारित प्रक्रिया है इसलिए कुछ लोगों ने सिद्धांत Z के बारे में बात की है और इसलिए आप अरविंद नेत्र अस्पताल जैसे संगठनों को समझने के लिए सेवा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्टता को समझना पसंद कर सकते हैं आप सिद्धांत Y और सिद्धांत Z के बारे में थोड़ा अध्ययन करना पसंद कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ एक स्पर्शरेखा थी मुझे लगा कि यह दिलचस्प होगा यह दिलचस्प है कि आप किस तरह के लोगों को समझना चाहते हैं और कैसे किस तरह का नेतृत्व प्रदान करते हैं फिर यह एक और प्रसिद्ध अवधारणा है यह स्थितिजन्य नेतृत्व की अवधारणा है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग संगठन अध्ययन या संगठन के व्यवहार से परिचित थे फिर से यदि आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो आप आसानी से स्थितिजन्य जा सकते हैं वास्तव में लगभग एक बहुत कम कीमत की पुस्तक भी "एक मिनट में नेतृत्व" उपलब्ध हैं मुझे लगता है कि यह पुस्तक के शीर्षक का नाम है तो स्थितिजन्य नेतृत्व का मतलब है कि नेताओं का व्यवहार या निर्देश व्यवहार और कर्मचारी व्यवहार यदि उन्हें अक्ष में रखा जाता है तो हम अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न स्ट्रोक विकसित कर सकते हैं और हम उन्हें भर्ती कर सकते हैं कर सकते हैं विकास कर सकते हैं प्रोत्साहित कर सकते हैं सही प्रकार के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और सही तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है हमारा मतलब यह है कि हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें इस चतुर्थांश S 4 और S 4 में रखा जा सकता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब है जहां निर्देशन का व्यवहार कम है और सहायक व्यवहार अधिक है जिसका अर्थ है कि हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो थोड़े मार्गदर्शन के साथ काम कर सकते हैं और वे परिपक्व और स्वायत्त लोग हैं इसलिए वास्तव में इस प्रकार के संगठनों में हम शायद ही इस स्तर पर लोगों की भर्ती करेंगे इसका मतलब है कि कम परिपक्वता और कम प्रतिबद्धता वाले लोग हम ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो अरविंद आई केयर में विश्वास करते हैं जो संगठन के मिशन में विश्वास करते हैं जिन्हें लगता है कि यह संगठन सेवा प्रदान कर रहा है जो कि लाभप्रदता की मात्र जरूरत से परे है इसलिए कई बार ऐसे संगठन स्पष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं सिद्धांतों में विश्वास जैसे कि ट्रिपल बॉटम लाइन लोग ग्रह और लाभ इसलिए यह सामाजिक चिंता वैश्विक स्तर के अधिकांश उत्कृष्ट सेवा संगठनों में सामाजिक अभिविन्यास काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमें उन लोगों को भर्ती करना होगा जिन्हें मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता नहीं है और जिन्हें तब इस प्रतिनिधि फ्रेम में विकसित किया जा सकता है इसलिए हम इस डोमेन को देख रहे हैं मानव से मानव संपर्क और इसलिए कर्मचारी चयन पारस्परिक कौशल विकास और यहां तक कि प्रौद्योगिकी समर्थन में जो विश्वास को बढ़ा सकता है बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे संगठनों में भी मानव इंटरफेस के लिए मशीन में डिजाइन सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए लेकिन हम लोगों के लिए लोगों के ढांचे में बने रहेंगे और यह एक बहुत ही उत्कृष्ट मॉडल है जिसे संतुष्टि दर्पण कहा जाता है और यह मूल रूप से हाइलाइट करता है कि यदि आपके कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तो ग्राहक संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है इसलिए ग्राहकों की जरूरतों और उनसे मिलने के तरीकों के बारे में अधिक परिचित यह कर्मचारी रवैया है फ्रंट लाइन रवैया अधिक दोहराए जाने वाले खरीद को जन्म देगा क्योंकि ग्राहक जितना अधिक फीडबैक प्रदान करता है वह त्रुटि से उबरने और ग्राहक के साथ गहरा रिश्ता बनाने का अवसर होता है तो इस तरह की स्वायत्तता के साथ उच्च कर्मचारी संतुष्टि इस तरह की प्रणाली के साथ जो ग्राहक को यह बताने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम इस संबंध को उच्च कर्मचारी संतुष्टि बना सकते हैं जिससे उच्च ग्राहक संतुष्टि हो सकती है बेशक आम तौर पर उच्च उत्पादकता कम लागत और बेहतर परिणाम देने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा यह हैकेट से एक बहुत प्रसिद्ध शोध आउटपुट मॉडल है इसे सेवा लाभ श्रृंखला कहते हैं यह एक ही अवधारणा को उजागर करता है मूल लेख फिर से आप बस सेवा लाभ श्रृंखला खोज सकते हैं और आप इस पेपर को पा सकते हैं वास्तव में मुझे लगता है कि इसी सिद्धांत पर आधारित एक किताब भी है यह फिर से मूल रूप से कहता है कि बाहरी बाजार में संतुष्टि वफादारी राजस्व वृद्धि लाभप्रदता केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब आंतरिक रूप से आपके पास ऑपरेटिंग रणनीति और सेवा वितरण प्रणाली होती है जो कर्मचारी संतुष्टि कर्मचारी क्षमता और इतने पर केंद्रित होती है इसलिए यह संतुलन या सिस्टम एप्रोच पर यह निरंतरता हम इस पूरे कोर्स में बार बार हाइलाइट कर रहे हैं और यह प्रतिनिधित्व करने का एक और तरीका है कि यह कार्य स्थान डिजाइन जॉब डिज़ाइन निर्णय लेने वाला अक्षांश सामने वाले को प्रदान की गई स्वायत्तता कैसे देता है लाइन कर्मचारी ग्राहक निष्ठा ग्राहक प्रतिधारण ग्राहक वकालत और ग्राहक सह निर्माण से बहुत गहराई से संबंधित हैं अब दो और अवधारणाएं इस तरह का संगठन जहां हम एक साथ प्रबंधन करने में सक्षम हैं स्वायत्तता और दक्षता केवल तभी हो सकती है जब आपने अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों को बहुत प्रेरित किया हो और यह प्रतिबद्धता प्रेरणा मिशन निर्माण की भावना नेतृत्व की जिम्मेदारी है मेरे पास आज ज्यादा समय नहीं है क्योंकि यह सत्र मानव संसाधन पर समान ध्यान देने के मुद्दे पर केंद्रित है क्योंकि आप सेवा नेतृत्व बनाने के लिए प्रक्रिया डिजाइन पर ध्यान देते हैं लेकिन आप में से जो लोग रुचि रखते हैं यह इस सत्र में फिर से है जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे पास मैं फिर से और फिर से संगठन के व्यवहार और संगठन डिजाइन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का जिक्र कर रहा हूँ तो अगर आप पहले से ही ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनमें से कुछ को पढ़ना पसंद कर सकते हैं तो यह अवधारणा स्तर 5 के नेतृत्व के बारे में है एक स्तर 5 का नेतृत्व मौलिक रूप से है कि स्तर 5 के नेताओं को द्वैत में अध्ययन किया जाता है वे विनम्र होने के साथ साथ निडर भी होते हैं पहली जगह पर यह सिर्फ विरोधाभासी प्रतीत होता है विरोधाभासी के रूप में दक्षता और स्वायत्तता के बारे में प्रकाश डाल रहा था लेकिन यहां तक कि नेतृत्व स्तर पर इन विश्व स्तर पर उत्कृष्ट संगठन कुछ दिलचस्प विरोधाभास या द्वंद्वात्मकता के प्रबंधन बोली प्रबंधन को प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे संगठनों में नेता अपनी विनम्रता को विनम्र करते हैं लेकिन एक ही समय में उनके पास बहुत मजबूती है और साथ ही साथ विनम्रता भी होगी सुपर ऑर्डिनेट लक्ष्यों पर ध्यान देने के साथ साथ विवरणों पर ध्यान दें हेलीकॉप्टर दृश्य और साथ ही सूक्ष्म ध्यान इस विवरण के विवरणों को डॉ वीजी वेंकटस्वामी के जीवन में अच्छी तरह से दर्शाया गया है मैंने पिछले सत्र में उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की उनका जीवन उनकी जीवनी है जो सेवा नेतृत्व सेवा उन्मुख व्यापार दर्शन को समझने के लिए बहुत प्रेरणादायक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं अत्यधिक आग्रह करता हूं कि उनके लेखन को YouTube पर सुने और इस स्तर 5 नेतृत्व की बारीकियों को समझते हैं समाप्त करने के लिए मैं एक छोटे से शैक्षणिक फ्रेम वर्क में जा रहा हूं और मैं इसे आपके साथ छोड़ रहा हूं कि सेवा उत्कृष्टता के लिए नेतृत्व को इस लोगों की क्षमता मॉड्यूल का अभ्यास करना चाहिए इसका मतलब है उच्च स्तर की दक्षता में दोहराए जाने वाले कार्य प्रदर्शन से शुरू कर शुरू किसी को निरंतर कार्यक्षेत्र कार्यबल कोचिंग के माध्यम से प्राप्त करने के अनुकूलन के स्तर तक इस यात्रा करना है तो इस सेवा उत्कृष्टता को बनाने के लिए कोचिंग सीखना शिक्षण संगठन का निर्माण ये सभी अवधारणाएँ अत्यधिक प्रासंगिक हैं इसलिए दोहराए जाने वाले कार्यों से अच्छी तरह से परिभाषित अच्छी तरह से यह अनुकूलन करने में कामयाब हमारे प्रक्षेपवक्र होगा यह हमारी यात्रा होगी इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालूंगा कि इस क्षमता वाले मॉड्यूल पर यात्रा करने के लिए अत्यधिक सक्षम संगठन सेवा संगठन बनाना हमें क्षमता का चक्र बनाने की जरूरत है जहां हमें कर्मचारियों का चयन सावधानीपूर्वक करना है और मैं अगले सप्ताह इस बारे में थोड़ा और चर्चा करूंगा कि आपको अपने ग्राहकों का भी सावधानीपूर्वक चयन करना है जिस तरह अरविंद आई केयर मोतियाबिंद से प्रभावित गरीब लोगों को अपने ग्राहक के रूप में चुनते हैं और आर्थिक पिरामिड के नीचे लोगों की सेवा करने के लिए दूरदर्शी उत्साह वाले लोगों का चयन करें तो इस तरह के मेल खाते पर ध्यान केंद्रित ग्राहक सेगमेंटिंग और सही प्रकार के ग्राहक को लक्षित करना और अपने लोगों के माध्यम से सही तरह के मूल्य प्रस्ताव बनाना और उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण अच्छी तरह से डिजाइन समर्थन प्रणाली द्वारा अधिक अक्षांश प्रदान करने के लिए वहाँ उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखता है ग्राहक से मिलने के लिए फ्रंट लाइन पर स्वायत्तता की जरूरत होती है जो प्रक्रिया प्रवाह में गड़बड़ी नहीं करेगा लेकिन कार्य डिजाइन और प्रक्रिया प्रवाह डिजाइन के वैज्ञानिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएगा बेशक यह उपयुक्त पुरस्कार और मान्यताएं होंगी लेकिन आज का सत्र यदि आप संशोधित करते हैं तो आप समझेंगे कि इस मिशनरी नेतृत्व और लोगों के लिए इस क्षमता प्रक्षेपवक्र के निर्माण पर लोगों की क्षमता मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसलिए कृपया इनका अध्ययन करें यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपके पास इन विचारों पर अरविंद वेबसाइट पर स्पष्ट विचार हों स्तर 5 नेतृत्व के बारे में पढ़ें स्थितिजन्य नेतृत्व की अवधारणा के बारे में पढ़ें ताकि हम अगले सत्र को अधिक गहराई से संभाल सकें